अब जब हमने इन स्थिरता के मानदंडों को देखा है और इसी तरह अब हम द्रव सांख्यिकी में अपने अंतिम विषय पर आएंगे जिसमें विडंबना यह है कि यह द्रव स्टेटिक्स नहीं बल्कि कठोर निकाय गति के तहत तरल पदार्थ है और जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी कि हम इस मुद्दे को द्रव स्टैटिक्स के दायरे में संबोधित करने जा रहे हैं एक बहुत ही सरल कारण के लिए कि जब आपके पास कठोर निकाय गति के तहत तरल पदार्थ होता है तो यह अभी भी बिना किसी कतरनी के द्रव तत्व है इसलिए जब यह बिना किसी कतरनी के होता है तो यह केवल सामान्य बल होता है जो सतह पर कार्य कर रहा होता है तो सतह पर दबाव के संदर्भ में बल का वितरण स्थिर रहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह स्थिर है या कठोर निकाय गति के तहत है जब द्रव तत्व विरूपित हो रहे हैं तभी आपके पास कतरनी है तो चलिए शुरू करने के लिए कठोर निकाय की गति के तहत द्रव के लिए एक सरल उदाहरण लेते हैं हम कहते हैं कि हमारे पास एक टैंक है जो आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है और टैंक त्वरण x के साथ ax के फिक्स्ड त्वरण के साथ साथ दाईं ओर तेजी से बढ़ रहा है और टैंक में मौजूद पानी के विरूपण की उपेक्षा करता है वास्तव में वह विरूपण वहाँ है इसलिए जो भी विश्लेषण हम यहां प्रस्तुत कर रहे हैं वह पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि वास्तव में कतरनी और विरूपण होगा और इसी तरह की प्रक्रिया होगी लेकिन सिर्फ एक आदर्शीकरण के रूप में कई बार जैसे ही हमने घर्षण रहित सतहों के बारे में चर्चा की कि वे वहां नहीं हैं लेकिन इस आदर्शीकरण के माध्यम से हम कुछ अवधारणाओं को सीखते हैं तो हम कहते हैं कि कोई विरूपण नहीं है तो टैंक के भीतर जो पानी है वह कठोर निकाय की तरह मुक्त सतह के संदर्भ में अपने विन्यास में विक्षेपित हो जाता है तो हम कैसे गणना करते हैं कि इस त्वरण के कारण मुक्त सतह का नया स्थान क्या होना चाहिए जिसे हम देखना चाहते हैं कहते हैं कि शुरू में टैंक में पानी की ऊंचाई h 0 थी हम b के रूप में टैंक की चौड़ाई को और w के रूप में बोर्ड की सतह के लिए लंबवत चौड़ाई को निर्दिष्ट करते हैं हम कहते हैं कि इसका मतलब है यह एक आयताकार टैंक है अब याद रखें कि हमने निकाय के बल की उपस्थिति में दबाव के वितरण के संबंध में कुछ अभिव्यक्तिया निकाली हैं

हम कहते हैं कि यह y दिशा है इसलिए हमारे पास हमारी चुनी हुई दिशाओं के रूप में x और y हैं बता दें कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के विपरीत दिशा y दिशा है जहां ay 0 पूरी मुक्त सतह पर दबाव समान होता है क्योंकि यह उस वायुमंडल के संपर्क में होता है जिस पर समान दबाव होता है तो उसके और वायुमंडल के बीच एक दबाव संतुलन है तो मुक्त सतह के लिए dp 0 है जो मुक्त सतह का पता लगाने के लिए शासी पैरामीटर होना चाहिए इसलिए जब आपके पास dp 0 तो याद रखिए कि अब p x और y दोनों का फंक्शन है तो आप लिख सकते हैं

मुक्त सतह की ढलान को दर्शाता है तो क्या आप अब बता सकते हैं कि सतह की ढलान इस तरह होगी या इस तरह से 1 या 2 1 क्योंकि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह इस तरह के झुकाव को दर्शाएगा तो यह नई मुक्त सतह बन जाएगी और ढलान के लिए जिस कोण पर आप विचार कर रहे हैं वह मूल रूप से यह है क्योंकि यह नकारात्मक है ax सकारात्मक है और g सकारात्मक है तो यह नकारात्मक है तो यह एक कुंठित कोण होना चाहिए तो जिस दिशा में टैंक में तेजी आ रही है तरल अधिक नीचे होगा और दूसरी दिशा में यह अधिक ऊपर होगा और यदि आप इस कोण को निर्दिष्ट करते हैं तो यह 1800 घटाव ढलान कोण के अलावा कुछ भी नहीं है तो आप कह सकते हैं कि के बराबर है क्योंकि थीटा कुछ नहीं लेकिन 1800 घटाव यह कोण है तो आप यह पता लगा सकते हैं कि एक तरफ पानी का स्तर किस हद तक बढ़ेगा और दूसरी तरफ किस हद तक गिर सकता है हम कहते हैं कि यह वृद्धि एक तरफ समरूपता के कारण है यह दूसरी तरफ के बराबर की गिरावट होगी तो यह ऐसा होगा जैसे केंद्र के संबंध में घूमना तो हम गणना कर सकते हैं कि क्या है हम कहते हैं कि टैंक की कुल ऊंचाई h है यदि ऐसा होता है कि हम गणना से कहते हैं कि हमें hh0 मिलता है तो यह h से बड़ा है व्यावहारिक रूप से यह सही नहीं है क्योंकि तरल एक ऊंचाई पर कब्जा नहीं कर सकता है जो कि टैंक द्वारा प्रदान की गई ऊंचाई की तुलना में अधिक है इसका मतलब यह होगा कि कुछ पानी बाहर फैल गया है तो यह एक ऐसी स्थिति है जिससे आप कह सकते हैं कि यह वास्तव में फैल गया है जब यह बाहर फैल गया है तो यह इस विन्यास का नहीं है तो जब यह बाहर फैला है क्या होगा आप किस प्रकार के विन्यास कॉन्फ़िगरेशनconfiguration की उम्मीद करते हैं तो इसने बाहर होने से पहले सबसे ऊपर के स्तर पर चढ़ने की पूरी कोशिश की और फिर यह बाहर फैल गया तो यह सतह का एक छोर होगा और शायद दूसरा छोर कहीं इस तरह है भले ही वह बाहर निकल गया हो या नहीं फिर भी आपके पास यह अभिव्यक्ति लागू है तो अब यह कोण होगा आप पता लगा सकते हैं कि यह लंबाई क्या होनी चाहिए आइए हम कहते हैं कि b1 H टैंक की ऊंचाई है इसलिए वहां से आप पता लगा सकते हैं कि b1 क्या है और इसलिए आप गणना कर सकते हैं कि टैंक के भीतर अब क्या मात्रा है और मूल मात्रा और उस मात्रा के बीच के अंतर से आपको मिलेगा कि वह मात्रा क्या है जो छलक गई है इसलिए आप देखते हैं कि यह वैसा नहीं है जैसा कि आपकी व्याख्या को एक जादू सूत्र द्वारा संचालित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि दिए गए संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर आपको एक निर्णय पर आना होगा कि क्या पानी अंदर है या यह फैल गया है और इसी तरह आइए हम इस उदाहरण का एक संस्करण लेते हैं तो उदाहरण का रूप यह है कि अब हमारे पास एक झुकाव वाले कोण पर एक झुकाव वाली सतह पर टैंक स्थित है टैंक सतह पर है और यह a के त्वरण के साथ नीचे की ओर तेजी से बढ़ रहा है जो एक समान त्वरण हो सकता है और परिणामी बल के कारण जो उस दिशा में कार्य करता है तो इस मामले में यह अधिक सुविधाजनक हो सकता है यदि आप झुकाव वाली सतह के सापेक्ष अपने समन्वय अक्ष को x और y कहते हैं तो समान समीकरणों को लागू किया जाएगा और हमें इसे बहुत जल्दी करना चाहिए क्योंकि यह बहुत सीधा है

जहां कोण मुक्त सतह के मूल स्थान के सापेक्ष है या ग्रहण की गई x दिशा की तरह है तो अब आप देख सकते हैं कि a के परिमाण पर निर्भर करता है यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है तो आपके पास एक मामला हो सकता है जब a से अधिक या a से कम हो यहां देखें कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ हम स्पष्ट रूप से उसी शर्त को लागू कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण धारणा है धारणा यह है कि आपके पास सतह में दोलन नहीं है तो कभी कभी सतह के दोलन के इस विस्थापन के कारण यह एक लहराती स्थिति की तरह हो जाता है और इसे टैंक के स्लोशिंग के रूप में जाना जाता है इसलिए हम उस विवरण में नहीं जा रहे हैं तो हम मान रहे हैं कि सतह सपाट है और जब सतह सपाट रहती है और इन परिस्थितियों में जब आपके पास dp 0 होता है तो ठीक यही स्थिति होती है इसलिए इन के साथ अभ्यस्त होना बेहतर है क्योंकि फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी स्थितियां हैं जब यह इन के समान सीधा नहीं होगा तो आपको इन मूलभूत समीकरणों का उपयोग करना होगा इसलिए जब भी आप किसी समस्या को हल कर रहे हैं तो मूलभूत स्थितियों का पालन करने की कोशिश करें मुझे आपकी बात समझ रही है आप यह क्यों बता रहे हैं क्योंकि आपको अपनी प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से उस तरह से प्रॉब्लम्स को हल करने की आदत हो गई है लेकिन हम आपके द्वारा पहले हल किए गए उस प्रकार की जादू की स्थिति से बचने की कोशिश करेंगे और उससे अधिक चुनौतीपूर्ण प्रॉब्लम्स का सामना करेंगे इसलिए हमारा मूल इरादा यही होगा कि हमारे पास यह मूल समीकरण हो इस प्रकार की जो भी जटिल समस्याएँ हैं उन्हें हल करने के लिए इससे धीरे धीरे हमारा मार्गदर्शन होगा आइए हम एक और विचार करें कहते हैं उदाहरण 3 अब हम कहते हैं कि आपके पास एक बंद टैंक है बंद टैंक पानी से आंशिक रूप से भरा हुआ है फिर आप x के साथ साथ इसे तेजी से बढ़ाकर वही काम कर रहे हैं मुक्त सतह का क्या होगा अब कोई भी स्पिलिंग छलकनाspilling नहीं हो सकती है तो जब कोई स्पिलिंग नहीं हो सकती है तब भी एक मौका है कि मुक्त सतह इस तरह है तो बिना स्पिलिंग छलकनाspilling के पिछले मामले में केंद्रीय लाइन के संबंध में समरूपता अब टूट गई है तो समरूपता की गारंटी नहीं है क्योंकि यह पलायन करने की कोशिश कर सकती है और चूंकि यह पलायन का रास्ता नहीं ढूंढ रही है यह समरूपता को तोड़ देगी और यह किस तरीके से वितरित होगी इस तरीके से कि तरल की मात्रा अब संरक्षित है क्योंकि यह टैंक से बाहर नहीं जा सकती है इसलिए यदि आप कहते हैं कि यह आयाम y1 है और यह x1 है और आप इस बात पर विचार करके y1 और x1 की गणना कर सकते हैं कि जो मात्रा वहां थी वह मूल रूप से इंटरफेस के इस झुकाव के बाद पानी की मात्रा के समान है तो यह नया इंटरफ़ेस है अब हम कहते हैं कि हम यह पता लगाने में रुचि रखते हैं कि शीर्ष सतह या कंटेनर के ढक्कन पर काम करने वाला कुल बल क्या है आप इसका पता कैसे लगाएंगे तो आपको बता दें कि यह बिंदु C है इसलिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि केवल AC तक यह द्रव के संपर्क में है तो आप A से C के लिए x के फ़ंक्शन के रूप में दबाव के वितरण का पता लगा सकते हैं एक छोटा तत्व ले सकते हैं जो A से x की दूरी पर हैं और उसकी चौड़ाई dx है आइए हम शायद एक चौथे संस्करण पर विचार करें जिसे मैं हल नहीं करूंगा लेकिन आपको बता देता हूं कि इस तरह का एक संस्करण भी संभव है कहते हैं कि आपके पास एक टैंक है अब यह पूरी तरह से पानी से भर गया है और यह बंद है आप कोई बिंदु A को संदर्भ दाब p के रूप में ले सकते हैं क्योंकि जब भी आपके पास दबाव होता है तो वह किसी बिंदु के सापेक्ष होता है और इसलिए आप दबाव वितरण को बिंदु A पर दबाव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और फिर तत्व पर इसे एकीकृत करें तो अगला उदाहरण आपके पास यह टैंक है जो दाईं ओर तेजी से बढ़ रहा है लेकिन पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है और बंद है इसलिए पानी बाहर नहीं निकल सकता यहां आपको यह पता लगाने की परेशानी नहीं है कि तरल के साथ संपर्क में आने वाला भाग क्या है क्योंकि यह पूरी तरह से भरा हुआ है इसलिए यह पूरी तरह से संपर्क में होना चाहिए अब जब हम कठोर निकाय की गति पर विचार करते हैं तो यह हमेशा केवल स्थानांतरिय नहीं होता यह रोटेशन घूर्णनrotation भी हो सकता है तो आइए हम एक कठोर निकाय के घूर्णन उदाहरण पर विचार करें इस प्रकार का उदाहरण आपने पहले देखा होगा कि आपके पास पानी से भरा एक टैंक होता है जिसकी ऊँचाई h0 होती है यह त्रिज्या R का एक बेलनाकार टैंक होता है तो हम एक a r z निर्देशांक प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं अक्ष सममितीय निर्देशांक प्रणाली कहती है कि यह r निर्देशांक है और इसके साथ z निर्देशांक है तो यह टैंक एक कोणीय वेग के साथ अपनी धुरी के संबंध में घुमाया जाता है इसलिए जब इसे घुमाया जाता है तो आप पहले से ही यह जानते हैं कि यह अपनी स्वतंत्र सतह पर आ जाएगा यह इस तरह विरूपित या विक्षेपित आकार में आ जाएगा जो कि परिक्रमण का एक परवलयज है आइए हम जल्दी से यह देखें कि हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि यह किसी भी जादुई फॉर्मूले से नहीं बल्कि इन मूलभूत सिद्धांतों से परिक्रमण का एक परवलयज होना चाहिए तो r और z दो दिशाएं हैं कहते हैं कि आप एक मंच पर खड़े हैं और आप इसे एक जड़त्वीय संदर्भ फ्रेम से देख रहे हैं यह एक बाहरी बल नहीं है जिसे लागू किया जाता है जिसे आप केवल तभी देख सकते हैं जब आपके पास एक घूर्णन संदर्भ फ़्रेम होता है जो उस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ा होता है जिसमें कोणीय गति होती है तो जाहिर है यह एक जड़त्वीय संदर्भ फ्रेम में न्यूटन के द्वितीय नियम का रूप है एक गैर जड़ता संदर्भ फ्रेम के साथ आपको जड़ता बल के लिए मिथ्या बल का उपयोग करना होगा लेकिन फिर आप डायनामिक्स के समीकरण नहीं लिखेंगे लेकिन स्टैटिक संतुलन के समीकरण के बराबर आप इसे डी एलम्बर्ट सिद्धांत D'Alembert principle के माध्यम से एक समान स्थिर समीकरण में बदल देंगे लेकिन यहां हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम उचित त्वरण के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके पास कोई निकाय बल नहीं है लेकिन आपके पास त्वरण है देखें कि क्या आपने इसे एक घूर्णन संदर्भ फ्रेम में माना था दाहिने हाथ की तरफ 0 होगा क्योंकि आप स्थिर संतुलन लिख रहे हैं यह मिथ्या बल द्वारा दर्शाया जाएगा तो अंतिम समीकरण अंततः एक ही होगा यह केवल संदर्भ फ्रेम का मामला है जिसके संबंध में आप लिख रहे हैं लेकिन यह जड़ता संदर्भ फ्रेम के संबंध में लिखा गया है फिर से जब भी यह लंबवत और इसी तरह चलती है तो आप स्थानापन्न कर सकते हैं इसलिए इस मूल समीकरण के साथ शुरू करें जो उस प्रॉब्लम में दी गई जानकारी पर निर्भर करता है जिसका आप उपयोग करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास मुक्त सतह के लिए है

अब आप इसे r के संबंध में एकीकृत कर सकते हैं इसलिए एकीकरण करने पर हमें जो मिलता है उसे हम पूरा करते हैं इसलिए यदि हम इसे समन्वय की हमारी उत्पत्ति के रूप में चुनते हैं तो यह r है और यह z है इसलिए यदि आपके पास r 0 z 0 है यह फॉर्मूला आपने पहले भी देखा है इसलिए हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह एक परवलय के समीकरण की तरह है तो यह परिक्रमण का एक परवलय है जो एक 3 आयामी स्थिति है और आप अन्य चीजों की गणना उसी तरह कर सकते हैं जैसा कि हमने पिछले मामले में इस बात की समझ के साथ किया था कि फिर से अगर यह नहीं छलकता है तो जो भी मात्रा है वह संरक्षित होना चाहिए तो आप वॉल्यूम की गणना कैसे कर सकते हैं तो से आप प्रारंभिक मात्रा की गणना कर सकते हैं अंतिम आयतन जो भी गिरावट h है प्लस परिक्रमण के छायांकित परवलय का आयतन है यदि यह ऊँचाई h1 है तो छायांकित आयतन होगा तो सरल एकीकरण द्वारा आप इस मात्रा का पता लगा सकते हैं तो प्रारंभिक और अंतिम वॉल्यूम की बराबरी करके आप पूरी तरह से विक्षेपित विन्यास का पता लगा सकते हैं दोबारा आपको यह जांचना पड़ सकता है कि यदि मूल टैंक की ऊंचाई से अधिक हो जाता है तो यह फैल जाएगा और फिर से स्पिलिंग के दो अलग अलग मामले हो सकते हैं हो सकता है कि आपके पास एक मामले में सिलेंडर इस तरह से घूम रहा हो कि उसमें स्पिलिंग हो रही हो लेकिन फिर भी यह इस तरह एक इंटरफेस आकार में हो फिर से ऐसा हो सकता है कि यह इतनी तेजी से घूम रहा हो कि स्पिलिंग हो रही हो लेकिन परिक्रमण के परवलयज का केवल एक हिस्सा ही सिलेंडर के भीतर है तो फिर यह परिक्रमण का एक काल्पनिक परवलयज है और आपको अंदर की मात्रा क्या है वह पता लगाने के लिए बाहर की मात्रा पर भी विचार करना होगा तो यह सब दिए गए आयामों की घूर्णी गति C पर निर्भर करता है तो यह केवल एक निश्चित सूत्र की तरह नहीं है लेकिन आप जानते हैं कि मूल सिद्धांत क्या है हमने यह देखने के लिए पर्याप्त संख्या में उदाहरणों पर चर्चा की है कि मूल सिद्धांत क्या है और मूल सिद्धांत आपको यह पता लगाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं कि मामला क्या है अब यदि यह एक अंतिम उदाहरण के रूप में पूरी तरह से बंद सिलेंडर है तो हमारे पास एक सिलेंडर है जो पूरी तरह से बंद है और तरल से भरा है और इसे धुरी के संबंध में घुमाया गया है शीर्ष पर जो ढक्कन AB है उस पर कुल बल क्या है फिर मूल सिद्धांत एक ही है कि आप इस फार्मूला का उपयोग यह पता लगाने के लिए करते हैं कि दबाव r के साथ कैसे बदलता है बेशक एक संदर्भ rr0 pp0 के साथ क्योंकि दबाव की गणना आप हमेशा एक संदर्भ के साथ करते हैं तो आप जानते हैं कि p कैसे r के संबंध में इसे एकीकृत करके r के साथ बदलता रहता है जब आप r के संबंध में एकीकृत करते हैं तो z फिक्स हो जाता है तो तब आप एक तत्व को लेकर कुल बल का पता लगा सकते हैं यहां एक तत्व होगा तो इस पर एकीकरण करके आप शीर्ष सतह पर कुल बल का पता लगा सकते हैं नीचे की सतह पर कुल बल उस तरल पदार्थ का वजन होगा जो कि वही है इसलिए हम केवल एक उदाहरण को देखकर इस चर्चा को बंद कर देंगे जहां हम देखेंगे कि अभ्यास में कितने प्रकार की भंवर गति उत्पन्न होती है आप इस प्रकार की एक भंवर गति को देखते हैं वहां मेरा मतलब है कि यह परिक्रमण के परवलय के बिल्कुल बराबर नहीं हैं लेकिन यह एक कंटेनर में तरल पदार्थ को घुमाने की वजह से है क्यों यह बिल्कुल परिक्रमण का पाराबोलॉइड नहीं है क्योंकि हमने यहां विसकस प्रभावों की उपेक्षा की है विभिन्न द्रव परतों के बीच कतरनी के लिए हमने मान लिया है कि द्रव कठोर निकाय की तरह घूमता है वास्तव में यह वह मामला नहीं है और हम इन स्थितियों पर अधिक सशक्त रूप से गौर करेंगे जब भी हम चिपचिपे प्रवाह के बारे में चर्चा करेंगे तो हम इसके साथ द्रव सांख्यिकी पर अपनी चर्चा को बंद करते हैं